सुबह इसलिए हम घटक की संपत्तियों को देखना जारी रखेंगे हमने चिनाई इकाई के व्यवहार की जांच की हम अब मिट्टी की चिनाई इकाई मिट्टी चिनाई इकाई की एक एकल संपत्ति के रूप में संपीड़ित ताकत जो चिनाई की ताकत चिनाई के स्थायित्व से संबंधित हो सकती है पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो यह महत्व की उन इकाई गुणों में से एक है और जैसा कि आप इस घटक के अंत की ओर देखेंगे चिनाई संपीड़ित ताकत असेंबली की संपीड़ित ताकत फिर से ऐसा पैरामीटर है जो तन्यता ताकत कतरनी ताकत और स्थायित्व के साथ सहसंबंध जैसी हर अन्य ताकत संपत्ति के साथ अच्छा संबंध देता है इसलिए हम चिनाई इकाई के गुणों को देखना जारी रखते हैं और फिर मोर्टार के गुणों की जांच करते हैं इसलिए जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं चिनाई इकाई के संपीड़न के तहत व्यवहार एक महत्व की संपत्ति है हम निश्चित रूप से संपीड़न व्यवहार के तहत लोच के मापांक की बात कर रहे हैं तो यह एक संपत्ति के रूप में तनाव तनाव व्यवहार या ईंट इकाई के तनाव तनाव संबंध से सीधे आता है अब जहां तक लोच के मापांक की संपत्ति का संबंध है जबकि चिनाई विधानसभा की लोच का मापांक समग्र चिनाई है जहां तक डिजाइन का संबंध है महत्व की एक संपत्ति है हम चिनाई की विकृति को समझने में रुचि रखते हैं और इसी तरह समग्र की लोच के मापांक एक उपयोगी संपत्ति है जहां तक डिजाइन का संबंध है हालांकि ईंट की लोच का मापांक खुद एक पैरामीटर नहीं है जिसे हम डिजाइन संदर्भ के भीतर उपयोग करते हैं यह एक शोध के दृष्टिकोण से अधिक है कि आप ईंट इकाई के तनाव तनाव संबंध को प्राप्त करना चाहेंगे और फिर ईंट इकाई की लोच के मापांक को बाहर निकाल देंगे तो यह विशेष संपत्ति अधिक संपत्ति है जिसे आप चिनाई अनुसंधान में काम करने के दौरान उपयोग करना चाहते हैं हालांकि लोच के मापांक को एक संपीड़ित शक्ति परीक्षण के माध्यम से अनुमानित किया जाता है और हम एक सपाट अंतःक्रियात्मक शक्ति परीक्षण के बारे में बात कर रहे थे जो ईंट इकाइयों पर किया जाता है इसलिए जैसा कि आप परीक्षण करते हैं आपको संपीड़न में व्यवहार के लिए एक तनाव तनाव वक्र मिलेगा और यदि आप एक तनाव नियंत्रित परीक्षण कर रहे हैं जहां भार का आवेदन उपभेदों विस्थापन नियंत्रित परीक्षण सेटअप के संदर्भ में नियंत्रित किया जाता है तो जब आप संरचनात्मक प्रतिक्रिया के अवरोही वक्र को कैप्चर किया जा सकता है तो प्रारंभिक लोडिंग से लेकर पीक पीक व्यवहार तक पूर्ण तनाव तनाव वक्र प्राप्त करने में सक्षम होंगे इसलिए यह मानते हुए कि आपके पास संपीड़न के तहत चिनाई इकाई के व्यवहार का तनाव तनाव वक्र है सेकेंडरी मापांक वह है जो सामग्री की लोच के मापांक को स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है और सेकेंडरी मापांक के लिए प्रिस्क्रिप्शन यह है कि आप चिनाई इकाई की एक तिहाई ताकत लेते हैं इसलिए यदि आप चिनाई इकाई की एफसी के रूप में संपीडित ताकत को जानते हैं तो 33 प्रतिशत या एक तिहाई संपीडन शक्ति है जिसे आप 0 से 033 बार एफसी की रेखा के ढलान को स्थापित करने में सक्षम होने के लिए नामित करते हैं और आप प्राप्त करते हैं सेकंड मापांक जो आपको ईंट इकाई की सामग्री की लोच का मापांक प्रदान करेगा आप जानते हैं कि ईंट नाजुक और भंगुर है हालांकि इसकी एक पोस्ट पीक प्रतिक्रिया है और इसे एक तनाव नियंत्रित परीक्षण का उपयोग करके पकड़ा जा सकता है और यहां तक कि प्री पीक ज़ोन में इस विशेष क्षेत्र में आप देखते हैं कि प्री पीक में कुछ गैर रैखिकता है और ए बहुत कम मात्रा में लचीलापन पोस्ट पीक तो यह एक गैर रेखीय तनाव तनाव वक्र और एक गैर रेखीय नरम शाखा है जिसे आप इस सामग्री के रूप में दूर तक देखेंगे ईंट इकाई की तन्यता ताकत एक और संपत्ति है जो यह निर्धारित करती है कि चिनाई विभिन्न क्रियाओं और क्रियाओं के संयोजन के तहत कैसे प्रतिक्रिया दे रही है इसलिए हम प्रत्यक्ष तन्य शक्ति परीक्षण करने में सक्षम होंगे या नहीं हम जांच करेंगे हालांकि फ्लेक्सुरल टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट कुछ ऐसा है जो चिनाई के झुकने वाले व्यवहार में महत्व रखता है और हमारी पिछली चर्चाओं के आधार पर आप सहमत होंगे कि बहुत कम ही आप चिनाई को पूरी तरह से एक तनाव की स्थिति शुद्ध तनाव में डाल देंगे तो प्रत्यक्ष तन्यता ताकत परीक्षण से चिनाई की तन्यता ताकत वास्तव में आवश्यक नहीं है हम चिनाई की लचीली तन्यता ताकत पर निर्भर कर सकते हैं तो यह संपीड़ित ताकत के साथ एक सीधा संबंध है बेहतर ईंट इकाई की संपीड़न शक्ति बेहतर ईंट इकाई की तन्यता ताकत होने जा रहा है जैसा कि मैंने कहा जिस तरह से चिनाई विधानसभा समग्र लोड के संयोजन का जवाब देने वाली है पार्श्व और संपीड़ित गुरुत्वाकर्षण अक्षीय ईंट इकाई की तन्यता ताकत पर निर्भर करेगा तो विधानसभा में विशेष रूप से विफलता पर तंत्र का गठन इकाई की तन्यता ताकत से निर्धारित होता है यदि आप ईंट इकाई को कम्प्रेसिव लोड अनएक्सैक्सियल कम्प्रेशन के अधीन करते हैं तो आप जानते हैं कि पोइसन के प्रभाव के कारण सामग्री में लेटरल उभार होने वाला है और आपको ईंट इकाई में क्रैकिंग गठन होगा और ये दरारें दिशा की दिशा में समानांतर होंगी लोड यह है कि वे कैसे विफल होगा हम कहते हैं कि ईंट इकाई का पेराई चरण हालाँकि विफलता तन्यता दरारों के बनने से शुरू होती है जो वास्तव में लोडिंग की दिशा के समानांतर होती हैं यदि आप ईंट इकाई को एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के बारे में झुकने के अधीन कर रहे थे तो ईंट इकाई को लें और इसे एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के बारे में झुकने के अधीन किया जाए तो ईंट इकाई की तन्यता ताकत यह निर्धारित करने में मायने रखती है कि चिनाई की दीवार में दरार है या नहीं ईंट इकाई को विभाजित करने के लिए या यह संयुक्त या सिर के जोड़ों के माध्यम से ही सही गुजरने वाला है तो आपके पास एक दीवार पैनल है और जब आप ऊर्ध्वाधर अक्ष के बारे में झुकने के लिए दीवार पैनल के अधीन होते हैं तो हमने इसे क्षैतिज झुकने के रूप में संदर्भित किया है जब ऐसा होता है कि क्या यह दरार वास्तव में ईंट को विभाजित करने वाली है या ईंट को विभाजित नहीं करने के कारण इकाई की उच्च तन्यता ताकत और जोड़ों के मार्ग का अनुसरण वास्तव में यह निर्धारित करता है कि तनाव में ईंट कितना मजबूत है इसलिए संपीड़न के तहत यह पार्श्व उभड़ा हुआ है पॉइसन का प्रभाव है जो उन दरारें पैदा करेगा और ईंट को विभाजित करेगा तो ईंट की तन्यता ताकत अक्षीय संपीड़न के तहत भी मायने रखती है झुकने के तहत यह मायने रखता है कि क्या दीवार में दरार संयुक्त पैटर्न सिर के जोड़ों का पालन करने वाली है या यह ईंट को स्वयं विभाजित करने जा रही है तो ईंट इकाई की वास्तविक तन्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष तनाव परीक्षण निर्धारित है हालाँकि इस तरह के परीक्षण को अंजाम देने में चुनौतियाँ हैं आपके पास एक परीक्षण नमूना हो सकता है लेकिन आप जानते हैं कि ईंट इकाइयाँ विभिन्न आकारों की हो सकती हैं यदि आप एक विशेष मॉड्यूलर आकार नहीं हैं तो आप ईंट की ऊँचाई अलग अलग हो सकते हैं इसलिए इसके अलावा इकाई को पकड़ना जब इसे प्रत्यक्ष तनाव के अधीन किया जाता है तो यह एक चुनौती है तो आपको इस प्रकार के परीक्षण करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं बहुत बार यह सुनिश्चित करना कि संरेखण सही है यह सुनिश्चित करना कि इस तनाव परीक्षण मशीन के मनोरंजक छोर के नीचे आपको तनाव की एकाग्रता नहीं है और स्थानीय स्तर पर ईंटों को कुचलने से ही समस्याएं होती हैं जो आपके पास होगी जब आप एक प्रत्यक्ष तनाव को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ईंट इकाइयों के साथ परीक्षण इसलिए एक प्रत्यक्ष तनाव परीक्षण कुछ ऐसा नहीं है जिसे आमतौर पर अपनाया जाता है और हम फ्लेक्सुरल तन्यता ताकत परीक्षण के साथ करते हैं तो आप चिनाई के लचीले तन्यता ताकत को कैसे मापते हैं सबसे सरल परीक्षण जो हमें लचीले तन्यता की शक्ति को मापने में मदद कर सकता है वह टूटना परीक्षण का एक मापांक है और टूटना परीक्षण के एक मापांक में यह सरल लोचदार सिद्धांत का अनुसरण करता है आप इकाई को झुकने के अधीन कर रहे हैं आप मान रहे हैं कि इस बाहरी भार के कारण इकाई में झुकने वाला क्षण वास्तव में रैखिक लोचदार है विफलता तब होती है जब किनारे के तंतुओं के लचीलेपन में तन्यता ताकत तक पहुंच जाती है और आपको इकाई के लचीले तनाव के तहत विफलता मिलती है इसलिए जो हम वास्तव में करते हैं वह तीन बिंदु झुकने वाला परीक्षण है आपके पास ईंट इकाई के केंद्र में दो समर्थन बिंदु और एक लोडिंग बिंदु सही है इसे फिर से फ्लैट वार और परीक्षण किया गया है तो इस मामले में झुकने का क्षण यह सुनिश्चित करेगा कि मध्य अवधि में अधिकतम झुकने वाला क्षण है और यही वह जगह है जहां आपको नीचे की ओर उम्मीद करनी चाहिए नीचे के तंतुओं को दरार करना चाहिए तो यह एक बहुत ही सीधा आगे का परीक्षण है लागू होने वाली तनाव प्रवणता सुनिश्चित करेगी कि विफलता फाइबर के मध्य तल पर हो टूटने का यह मापांक जिसे आप अनुमान लगा सकते हैं क्रॉस सेक्शन के खंड मापांक से विभाजित पल के विचार से आपको चिनाई इकाई की लचीली तन्यता ताकत देने जा रहा है ईंट इकाई के टूटने या लचीले तन्य शक्ति का मापांक किसके द्वारा दिया जाता है टूटना के मापांक fr 15PL bt2 पी flexure में इकाई की विफलता पर अक्षीय भार एल स्पैन मिमी बी ईंट इकाई की चौड़ाई मिमी टी ईंट इकाई की मोटाई मिमी इन परीक्षणों की सांख्यिकीय रूप से प्रासंगिक संख्याओं के आधार पर जो देखा जाता है वह यह है कि फ्लेक्सुरल टेंसिल स्ट्रेंथ हमेशा टेंशन स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ की तुलना में अधिक होती है और यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि एक डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में पूरे क्रॉस सेक्शन के अधीन है पूरे क्रॉस सेक्शन के बराबर तनाव की समान स्थिति जबकि एक लचीले तन्यता परीक्षण में यह चरम तंतु है जो अधिकतम तन्यता तनाव के अधीन होता है तो तनाव प्रवणता वह है जो प्रणाली में आगे की ताकत के लिए अनुमति दे रही है हालांकि आप चिनाई की तन्यता ताकत को पकड़ने में रुचि रखते हैं तो यह देखा गया है कि आप करेंगे यदि आप इस परीक्षण को करते हैं तो आपको जो टेंसाइल ताकत मिलती है वह चिनाई होती है आमतौर पर यदि आप इस परीक्षण द्वारा इकाई की संपीड़ित ताकत के लिए टूटने के मापांक का अनुपात लेते हैं तो आपको कहीं 10 से 30 प्रतिशत के बीच अनुपात मिलेगा और यदि आपके पास डेटा नहीं है तो यह आपके उपयोग के लिए एक विशिष्ट सीमा है यदि आप जानते हैं कि संपीडन शक्ति को शुरू करने के लिए एक अच्छा मूल्य है तो ईंट की इकाई की तन्यता ताकत का 10 प्रतिशत होने का एक रूढ़िवादी अनुमान यदि आपको वास्तव में प्रायोगिक परीक्षण से अच्छी तरह से और अच्छा मूल्य मिल रहा है अगर आपके पास कम बाउंड वैल्यू 10 प्रतिशत नहीं है तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंक्रीट जैसी सामग्री के लिए भी हम मानते हैं कि तन्यता ताकत कंप्रेसिव ताकत का लगभग 10 प्रतिशत है तो काफी हद तक सभी सामग्री ये सभी निर्माण सामग्री जो तनाव में कमजोर हैं 10 से 20 प्रतिशत या थोड़ा अधिक के क्रम की तन्य शक्ति होगी तीन बिंदु झुकने परीक्षण द्वारा किए जाने वाले लचीले तन्य शक्ति परीक्षण चिनाई इकाइयों की तन्यता ताकत का अनुमान लगाने का एकमात्र तरीका नहीं है आपके पास प्रत्यक्ष तनाव परीक्षण है आपके पास तीन बिंदु झुकने परीक्षण है और आपके पास एक और परीक्षण भी है जिसे स्प्लिट टेंशन टेस्ट कहा जाता है स्प्लिट टेंशन टेस्ट फिर से एक परीक्षण है जो कंक्रीट की तन्यता ताकत का पता लगाने में अपनाया जाता है कंक्रीट में हम विभाजित तनाव परीक्षण करने के लिए सिलेंडर का उपयोग करते हैं यह अन्यथा एक संशोधित ब्राजील परीक्षण के रूप में जाना जाता है आप प्राप्त कर सकते हैं आप क्रॉस सेक्शन को संपीड़न के अधीन कर रहे हैं हालाँकि आपको तन्यता ताकत मिलेगी क्योंकि एक प्लेन पर काम करने वाला कम्प्रेशन लोड क्रॉस सेक्शन को विभाजित करेगा तो विभाजित तन्य शक्ति परीक्षण किया जाता है जहां आपके पास है इस मामले में आप सिलेंडर के साथ काम नहीं करते हैं जो आप वास्तव में ईंट इकाई के साथ काम कर रहे हैं जैसा कि यह है तो आप ईंट इकाई को जगह देते हैं और अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका लोडिंग प्लेन और रिएक्शन प्लेन एक ही लाइन के साथ एक ही प्लेन के साथ हो और आप इसे कंप्रेशन के अधीन कर रहे हैं तो आपके पास प्रतिक्रिया विमान है आपके पास भार रेखा है और आप उस विमान को अधीन कर रहे हैं जिसे संपीड़ित करने के लिए एक बंटवारे के विमान के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि पूरा बंटवारा विमान एक समान तनाव के अधीन है तो इस परीक्षण के तहत आपके पास उस विमान में शुद्ध तनाव के अधीन इकाई होगी और आपको अनुमान लगाएगा कि इकाई की तन्यता ताकत क्या है बेशक आप इस मामले में उस विमान में इस तनाव वितरण में जटिलता के कारण नहीं ले सकते हैं समस्या के यांत्रिकी द्वारा निर्धारित तन्यता ताकत बीटी द्वारा विभाजित नहीं होने जा रही है लेकिन इसे संशोधित करने की आवश्यकता है और लोच के सिद्धांत से आपको यहां दी गई ईंट इकाई की विभाजित तन्यता ताकत मिलती है Ft 2PL ⊼bt इसलिए इस परीक्षण के साथ समस्या यह है कि यह समय लेने वाली है आपको इसे बहुत सावधानी से करना होगा आपके पास लोड लाइन और प्रतिक्रिया रेखा विचलन नहीं हो सकती है इस परीक्षण को नियंत्रित करना मुश्किल है और इसलिए यह समय लेने वाला है और क्या है आमतौर पर देखा गया है कि परीक्षण के परिणामों में एक बड़ी परिवर्तनशीलता है तो आपके पास परीक्षा परिणामों में महत्वपूर्ण बिखराव के साथ औसत मूल्य होंगे तो यह फिर से आपको तन्य शक्ति का माप दे रहा है और दो लाइन भार बंटवारे के विमान में निरंतर तनाव को सुनिश्चित करता है फिर से एक स्प्लिट टेंशन टेस्ट से आपको प्राप्त होने वाली औसत ताकत इस तथ्य के कारण प्रत्यक्ष तनाव परीक्षण के करीब होती है कि विमान को समान तनाव के अधीन किया जा रहा है और फ्लेक्सुरल टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट या जैसे में कोई तनाव ढाल नहीं है तीन बिंदु झुकने परीक्षण हालांकि विभाजित तन्यता परीक्षण ऐसे मान देता है जो प्रत्यक्ष तनाव परीक्षण की तुलना में थोड़ा अधिक हैं यह देखना काफी दिलचस्प है कि लगातार तीन बिंदु झुकने परीक्षण के साथ फ्लेक्सचर टेस्ट के साथ आपको उच्च मूल्य मिलेगा यदि आप ईंट इकाई की तन्यता ताकत का अनुमान लगा रहे हैं तो यह एक ग्राफ है जहां आप y अक्ष पर संपीड़ित ताकत के लिए तनाव ताकत के अनुपात के साथ एक्स एक्सिस पर संपीड़ित ताकत देखते हैं और आप दो सेट अंक देख सकते हैं आपके पास तीन बिंदु झुकने परीक्षण से आने वाले बिंदु और विभाजन तनाव परीक्षण से आने वाले बिंदु हैं आप देख सकते हैं कि आपके पास लगातार सभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हैं तो आप विभिन्न प्रकार की विभिन्न संपीड़ित शक्तियों की विभिन्न प्रकार की इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि विभाजित तनाव परीक्षण आपको इकाई की तन्यता ताकत का अधिक सटीक अनुमान देने जा रहा है क्रॉस के यांत्रिकी के कारण लचीली ताकत खंड और शक्ति ढाल थोड़ा अधिक होगा और एक औसत तनाव या विभाजित तनाव परीक्षण से प्राप्त मूल्यों की तुलना में हम औसतन 20 से 50 प्रतिशत अधिक बात कर रहे हैं तो इस जानकारी में कुछ ऐसा है जिसे आपको वास्तव में ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्योंकि यदि आप चिनाई के लिए टूटना मूल्य के मापांक का उपयोग कर रहे हैं जो कि लचीले तनाव में नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्सुरल टेंसिल की ताकत अधिक होने वाली है संभवतया उस मूल्य को कम करें जो आप इस अंतर के लिए खाते में तंत्र के बीच में करते हैं जिसमें यूनिट की क्रैकिंग हो रही है ठीक है इसलिए हमने कम्प्रेसिव ताकत और तन्य शक्ति की जांच की यूनिट का जल अवशोषण गुण संभवतः चिनाई इकाइयों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति है यह उस तरीके को बेईमानी कर सकता है जिसमें चिनाई हासिल करने की ताकत होती है यदि निर्माण चरण के दौरान उचित ध्यान नहीं दिया जाता है या इकाई को चुनने से पहले यूनिट के जल अवशोषण विशेषता को समझने के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है तो जल अवशोषण एक पैरामीटर है जो आपको यह संकेत देता है कि मोर्टार और यूनिट के बीच एक बॉन्ड कितनी जल्दी और कितनी तेजी से विकसित होने वाला है और यह बॉन्ड आपके लिए आवश्यक है क्योंकि बंधन के कारण असेंबली की ताकत स्थापित होती है तो आपके पास नमी है जो इकाई द्वारा मोर्टार से स्वतंत्र रूप से अवशोषित होती है तो जिस क्षण आप कोर्स कर रहे हैं आप ईंट का निर्माण कर रहे हैं जिस क्षण आपके पास ईंट है और फिर आपने उस पर मोर्टार लगाया है यूनिट में मोर्टार से नमी को अवशोषित करने की प्रवृत्ति है मोर्टार सही प्लास्टिक है और यह तब भी हो सकता है जब आप खोखले ब्लॉकों के साथ काम कर रहे हैं और यदि आप खोखले ब्लॉक में ईंट को ग्रूट कर रहे हैं तो मिट्टी ईंट खोखले मिट्टी ईंट या सीमेंट ब्लॉक में वास्तव में ग्राउट से पानी को अवशोषित करने की प्रवृत्ति है तो ग्राउट और मोर्टार पानी के स्रोत हैं और यूनिट की जल अवशोषण संपत्ति के आधार पर यह मोर्टार से कम या अधिक पानी चूसता है अब यह एक समस्या है क्योंकि यदि आप मोर्टार से पानी निकालते हैं तो आप मोर्टार में सीमेंट की जलयोजन प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं तो वास्तव में क्या होता है और इसके प्रभाव की हम जांच कर सकते हैं यदि आपके पास बहुत अधिक जल अवशोषण गुण या बहुत कम जल अवशोषण गुण हैं तो चिनाई इकाइयों के जल अवशोषण संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए किए जाने वाले परीक्षणों में से एक को अवशोषण परीक्षण की प्रारंभिक दर कहा जाता है सही और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहले कुछ मिनटों में मोर्टार के साथ उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण पानी को बहा ले जाता है यह बाद में नहीं है कि इकाई कितना पानी अवशोषित कर सकती है शुरुआती कुछ मिनटों में जब बॉन्ड की स्थापना होने वाली होती है अगर मोर्टार के लिए महत्वपूर्ण पानी उपलब्ध नहीं होता है तो आपको बॉन्ड के साथ समस्या होगी इसलिए अवशोषण परीक्षण की प्रारंभिक दर वास्तव में क्या करती है प्रति मिनट 1 मिनट प्रति यूनिट क्षेत्र में स्थापित करने की कोशिश करती है ठीक है आप एक ईंट के साथ काम कर रहे हैं इसलिए आप प्रति यूनिट क्षेत्र का अनुमान लगा सकते हैं यदि आप विसर्जित करना चाहते थे लगभग 3 मिलीमीटर ऊँचाई वाली ट्रे में एक ईंट कितना पानी अवशोषित किया जा रहा है तो आप एक ईंट इकाई लाते हैं आपके पास एक कुंड है जिसमें आपको लगभग 3 मिमी पानी मिला है और आप एक सपाट एक सतह को नीचे रख रहे हैं और आप 1 मिनट में जांच करने के बाद वजन से पहले वजन माप रहे हैं कि कितना पानी यह ईंट इकाई है जो अवशोषित करने में सक्षम है इसलिए यह परीक्षण एक मिनट तक चलता है और फिर आप कुछ माप करते हैं इसलिए अवशोषण की प्रारंभिक दर इसलिए सी माइनस बी के रूप में गणना की जाती है जहां सी 1 मिनट के लिए 3 मिलीमीटर पानी में डूबी हुई ईंट इकाई का वजन है इसलिए एक बार जब आप इसे एक मिनट के लिए विसर्जित कर देते हैं तो इसे बाहर खींच लें और इसे तौल लें लेकिन इससे पहले कि आप ऐसा करें कि आपने ईंट को लगभग 24 घंटे तक ओवन में सुखाने के बाद वास्तव में तौला होगा तो तुम क्या करते हो आप ईंट लेते हैं इसे एक ओवन में डालते हैं इसे एक दिन के लिए छोड़ देते हैं इसे बाहर निकालो यह गर्म होने जा रहा है आप इसे बाहर के लिए कभी कभी छोड़ देते हैं ताकि यह कमरे के तापमान पर आ जाए लेकिन दूसरी बात याद है कि हमने नमी के विस्तार के बारे में बात की थी इसलिए जब आप इस इकाई को कक्ष में रखने जा रहे हैं और इसे 24 घंटे के लिए सुखा देंगे तो यह अपनी सारी नमी खो देगा और जिस क्षण आप इसे बाहर लाएंगे वह वातावरण से नमी को अवशोषित करने वाला है इसलिए यदि आप ओवन से सीधे बाहर आने वाली ईंट इकाई का परीक्षण करने वाले थे तो आपको पानी के अवशोषण के लिए एक गलत मूल्य मिलेगा क्योंकि आप इसे अब अधिक पानी के अवशोषण के रूप में पूर्वाग्रह कर रहे हैं जबकि हवा में नमी वास्तव में ईंट द्वारा अवशोषित हो जाएगी तो आप नमी के विस्तार के लिए अनुमति देते हैं इसे कमरे के तापमान पर आने दें और फिर आप इस परीक्षण को अंजाम दें इसलिए एक बार जब आप बी और सी सी माइनस बी को क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र पर मापते हैं जो ईंट इकाई की चौड़ाई में है तो आपको प्रति मीटर वर्ग किलोग्राम प्रति किलोग्राम किलोग्राम के संदर्भ में IRA का मान मिलेगा मिनट एम 2 और निश्चित रूप से इस दाईं ओर सीमाएं हैं और ईंट मिट्टी ईंट पानी के अवशोषण में कुख्यात है यदि इरा बहुत अधिक है कि यह मोर्टार से बहुत अधिक या बहुत अधिक पानी अवशोषित कर रहा है तो आपको जो समस्या होने वाली है वह मोर्टार सूख जाएगी अब यदि मोर्टार नमी को सूख जाता है जिसके लिए उसे जलयोजन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है तो आप कम हो जाते हैं और आपको बॉन्ड की समस्या होगी आपको बॉन्ड की समस्या होगी और यह इसे बिछाने के पहले कुछ मिनटों में है तो आम तौर पर क्या किया जाता है यही कारण है कि आप ईंटों को गीला करते हैं इससे पहले कि आप इसे निर्माण के लिए साइट पर ले जाएं और आमतौर पर अगर जल अवशोषण दर IRA लगभग 15 किलोग्राम मिनट एम 2 या अधिक है तो आपको निश्चित रूप से अपने को गीला करना होगा ईंटें अन्यथा आपको बंधन की समस्या होने वाली है हां आपका प्रश्न 3 मिमी सही क्यों है तो यह एक परीक्षण है जो उस साइट पर एक स्थिति को दोहराने की कोशिश कर रहा है जहां मेरे पास एक ईंट पाठ्यक्रम है और ईंट पाठ्यक्रम के शीर्ष पर मैं वास्तव में मोर्टार लगा रहा हूं तो यह वास्तव में पानी को अवशोषित करने वाली सतह है मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस परीक्षण में मुझे कितना दिलचस्पी है यह समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि ईंट खुद को कितना अवशोषित करने वाली है वह सतह जो प्लास्टिक मोर्टार के संपर्क में है वह केवल ऊपरी सतह या निचली सतह है और यही कारण है कि हम खुद को लगभग 3 मिमी तक सीमित कर रहे हैं और निश्चित रूप से गीले मोर्टार के साथ केशिका क्रिया होने जा रही है जो कि संपर्क में है ईंट इकाई ही अब यदि आपके पास बहुत कम पानी का अवशोषण है तो आपको एक और समस्या है मोर्टार प्लास्टिक है और आपके पास ऐसी इकाई है जो पानी को अवशोषित नहीं करना चाहती है तो इस मामले में क्या होगा मोर्टार में आमतौर पर खून बहने की प्रवृत्ति होती है जो मोर्टार में अतिरिक्त पानी होता है वास्तव में सतह पर आ जाएगा कंक्रीट में भी ऐसा होता है घटना को रक्तस्राव कहा जाता है तो पानी की एक फिल्म है जो आम तौर पर शीर्ष पर और अब बनती है अगर मोर्टार और ईंट इकाई के बीच पानी की एक फिल्म बनती है तो आपके पास कोई बंधन नहीं होगा तो बहुत अधिक पानी या तो मोर्टार में बहुत अधिक पानी या ईंट से बहुत कम अवशोषण समस्याग्रस्त अधिकार है और यदि आप 025 किलोग्राम मिनट मी 2 से कम पानी अवशोषण देख रहे हैं तो यह समस्याग्रस्त अधिकार है ऐसी स्थितियों में आपके पास यह सुनिश्चित करने का एक तरीका होना चाहिए कि बांड विकसित हो यह एक मुश्किल मुद्दा है और अगर आपको याद है कि जब मैं मिट्टी की ईंटों के बारे में बात कर रहा था तो हम मोल्डेड ईंटों और वायर कट ईंटों का उल्लेख करते हैं वायर कट ईंटों में आमतौर पर बहुत कम जल अवशोषण की प्रवृत्ति होती है तो वायर कट ईंटों की वजह से आपके पास बहुत मजबूत ईंटें हो सकती हैं लेकिन आपके पास बहुत मजबूत बहुत कमजोर चिनाई हो सकती है क्योंकि यह बंधन स्थापित करने में सक्षम नहीं होगी जबकि ढाला ईंटें जो संपीड़न में कमजोर हो सकती हैं चिनाई में बेहतर समग्र शक्ति होगी क्योंकि यह बहुत आसानी से ठीक बंधन स्थापित कर सकता है तो यह एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो वास्तव में चिनाई के व्यवहार से निर्माण तक के सिद्धांत को जोड़ता है जल अवशोषण की प्रारंभिक दर एक पैरामीटर है लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ईंट पानी को कितना अवशोषित करने वाला है क्योंकि आपको ईंट की इकाई पानी को भिगोने वाली है तो आपको एक टिकाऊ समस्या है यदि यह स्पंज की तरह बहुत पानी सोख रहा है जो फिर से एक समस्या है क्योंकि यह पहले से ही झरझरा है यह पहले से ही झरझरा है तो जल अवशोषण परीक्षण जो कि किया जाने वाला विशिष्ट परीक्षण है यह 24 घंटे का परीक्षण है जहां आप विसर्जित कर रहे हैं इस मामले में आप ईंट इकाई को पानी में डुबोने जा रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि कितना है पानी का कुल वजन जिसे ईंट इकाई वास्तव में अवशोषित कर सकती है इसमें आप वास्तव में क्या करते हैं आप पूरे ईंट को कमरे के तापमान पर डुबा देते हैं इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दें ईंट के वजन को पहले मापें ईंट के वजन को बाद में मापें और ईंट के वजन से प्रतिशत के अनुसार आप ईंट की इकाई द्वारा कितना पानी सोख सकते हैं क्या आप दे सकते हैं क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह संख्या आमतौर पर साँचे में ढली ईंटों के लिए क्या हो सकती है छात्र 20 प्रतिशत इसे स्वीकार करो यह ईंट के वजन के 20 प्रतिशत के बराबर हो सकता है एक ईंट का वजन कितना है मोटे तौर पर हाँ 35 से 4 किलोग्राम ईंट होगा यदि आपके पास ईंट है जो लगभग 3 और आधा से 4 किलोग्राम है और यह पानी के वजन से एक पांचवें को अवशोषित करने में सक्षम है यदि आप अपनी ईंट की चिनाई की रक्षा नहीं करते हैं और यदि ईंट अत्यधिक अवशोषित होती है तो यह बरसात के मौसम में अपनी चिनाई के दौरान होती है दीवारें पानी को सही से भिगोने जा रही हैं यह स्थायित्व की एक संभावित समस्या है तो यहां आपको 24 घंटे के लिए ठंडे पानी में डूबने के बाद ईंट इकाई के वजन की आवश्यकता होती है और आपको पहले वजन का पता होता है तो अंत में एक प्रतिशत के रूप में जल अवशोषण की गणना डी माइनस बी द्वारा 100 बी में की जाती है इसलिए यह स्थापित किया गया है मूल रूप से आप जो माप रहे हैं वह कितना voids मौजूद है और कितना पानी स्वतंत्र रूप से जा रहा है और उपलब्ध सभी छिद्र स्थानों को भर रहा है आपको ईंट की समग्र जल अवशोषण क्षमता मिलती है एक और जल अवशोषण परीक्षण है और यह जल अवशोषण परीक्षण देशों या कम से कम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए इतना नहीं है यह उन क्षेत्रों के लिए अधिक है जहां आपके पास वर्ष के अन्य समय के दौरान अत्यधिक ठंडा मौसम और गर्म जलवायु है 5 घंटे का जल अवशोषण परीक्षण किया जाता है जहां आप 20 घंटे के जल अवशोषण परीक्षण करते हैं जहां पानी स्वतंत्र रूप से छिद्रों में जा सकता है और छिद्रों को भर सकता है 5 घंटे के जल अवशोषण परीक्षण में आप वास्तव में क्या कर रहे हैं क्या आप इसे उबलते पानी में डुबो रहे हैं तो इस मामले में आपके पास दबाव है और दबाव में पानी शेष छिद्रों में प्रवेश कर रहा है तो जब आप 5 घंटे का जल अवशोषण परीक्षण करते हैं तो छोटे छिद्र भरे जा रहे हैं और वास्तव में क्या होता है यह वास्तव में क्या है अतिरिक्त छिद्र स्थान उपलब्ध है जो छोटे छिद्र हैं जो पानी भरते समय नहीं भरते हैं स्वतंत्र रूप से चलता है इस मामले में आप उच्च तापमान पर हैं और दबाव पानी इन छिद्रों में जा रहा है यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जलवायु में जहां आपके पास बहुत अधिक ठंड होती है पानी इन छोटे छिद्रों में जाता है और फिर जब यह जम जाता है तो मात्रा में परिवर्तन होता है और आप वास्तव में सूक्ष्म दरारें पैदा कर सकते हैं जो ईंट में और फ्रीज पिघलना चक्र के साथ उत्पन्न होती हैं फ्रीज पिघलना चक्रों में आपको पहले दिन से ईंट की खराबी होगी तो यह एक परीक्षण है जिसे आमतौर पर यह समझने के लिए उपयोग किया जाता है कि आपकी ईंट कितनी टिकाऊ है जिसे आपने निर्माण के लिए चुना है और मान या पैरामीटर जो इंगित करता है कि ईंट इकाई को संतृप्ति गुणांक के रूप में कितना अच्छा कहा जाता है एक अनुपात है जिसे ईंट के वजन से 5 घंटे की जल अवशोषण परीक्षण के बाद ईंट के वजन से पहले गणना की जाती है जल अवशोषण परीक्षण तो यह संतृप्ति गुणांक यह देखने के लिए जांचा जाता है कि क्या आपके पास एक ईंट इकाई है जो फ्रीज पिघलना चक्र के दौरान समस्याएं पैदा कर सकती है और कम संतृप्ति गुणांक बेहतर है क्योंकि यह उन सूक्ष्म छिद्रों से जुड़े सूक्ष्म छिद्र हैं जो निर्माण के लिए नहीं हैं आंतरिक दबाव और अंततः टूटना और विघटन निश्चित रूप से सीमाएं हैं और यह जांच करने के लिए शिक्षाप्रद होगा कि ये सीमाएँ क्या हैं मैं यह बताना चाहूंगा कि मिट्टी की ईंट इकाइयों के लिए आईएस कोड में IRA परीक्षण नहीं होता है अवशोषण परीक्षण की प्रारंभिक दर आईएस कोड में नहीं है हमारे पास केवल जल अवशोषण परीक्षण है IRA परीक्षण 5 मिनट का परीक्षण एक परीक्षण प्रोटोकॉल है जिसे आप एएसटीएम मानकों अमेरिकी मानकों का उल्लेख कर सकते हैं और इसे ले जा सकते हैं क्योंकि यह एक बहुत मूल्यवान पैरामीटर है तो ASTM मानक ASTM C67 एक कोड जो निर्माण सामग्री को संदर्भित करता है इसमें मिट्टी की ईंट के लिए निर्धारित IRA रेंज 025 और 2 के बीच या 2 से ऊपर प्रति मीटर वर्ग में 205 किलोग्राम प्रति मिनट है और आपके पास पानी के अवशोषण की सीमा है और संतृप्ति गुणांक पर भी सीमा है भारतीय कोड IS 3495 है जो जली हुई मिट्टी की ईंट के लिए परीक्षण के तरीकों और उसके विनिर्देशों के बारे में बात करता है वास्तव में जब तक आप कक्षा 3 से कक्षा 125 तक ईंटों की कक्षाओं और कक्षा 125 से परे कुछ भी देख रहे हैं तब तक वजन से 20 प्रतिशत जल अवशोषण की अनुमति दें जल अवशोषण की अनुमति कम है जो 15 प्रतिशत है तो टोपी 15 प्रतिशत और वजन 20 प्रतिशत क्रमशः 125 और 125 से अधिक है तो आप देखते हैं कि जैसे ही आप उच्च शक्ति में जाते हैं आपकी ईंटों में पानी का अवशोषण कम होना बेहतर होता है और विशेष रूप से जब आपने प्रबलित चिनाई की है तो आप उच्च शक्ति वाली ईंटों का उपयोग करते हैं जो आप सुदृढीकरण के जंग जैसे स्थायित्व मुद्दों को नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि आपकी ईंट वास्तव में पानी को ठीक से भिगो रही है एक और संपत्ति जो स्थायित्व से अधिक संबंधित है लेकिन अगर समय के साथ संबोधित नहीं किया जाता है तो आपको वास्तव में ईंट में ताकत में कमी की समस्या हो सकती है तो एक और संपत्ति है कि आम तौर पर जाँच की जाती है और आप उन पर सफेद पैच के साथ चिनाई की दीवारों को देखा होगा और सबसे अधिक बार आप इसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि दीवार पर प्लास्टर लगा हुआ है लेकिन सुखाने के कारण सतह पर लवणों और जमाव का परिवहन वास्तव में हो रहा होगा और यदि यह पलटा हुआ है तो आप इसे इतनी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे लेकिन अगर यह एक अनवांटेड दीवार है जहां आपने ईंट का काम खत्म कर दिया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लवण के परिवहन के कारण इन दीवारों में कितना उत्थान हो रहा है अब आपको क्या लगता है कि ये लवण कहाँ से आ रहे हैं छात्र संदर्भ समय 3543 पानी तो आप जानते हैं कि लवण का स्रोत दो गुना हो सकता है यह वास्तव में निर्माण के दौरान ही हो सकता है आपने पानी का उपयोग किया है जिसमें लवण की भारी सांद्रता है यही कारण है कि निर्माण के दौरान पानी पर परीक्षण किए जाते हैं ताकि आपके पास ये अवांछनीय लवण न हों तो एक स्रोत ताजा रखी मोर्टार या पानी हो सकता है जिसका उपयोग आप वास्तव में ईंटों को धोने या निर्माण से पहले ईंटों को गीला करने के लिए करते हैं वैकल्पिक रूप से आपके पास मिट्टी से केशिका क्रिया हो सकती है और गीली मिट्टी वास्तव में मिट्टी से संरचना में लवणों को ले जाने में मदद कर सकती है यदि आपके पास कम नम साक्ष्य पाठ्यक्रम या दीवारें हैं जो नम गीली मिट्टी के संपर्क में दीवारों को बनाए रख रही हैं तो वास्तव में क्या होता है लवण और ये घुलनशील लवण सही घुलनशील लवण हैं वे ईंट इकाई में भी मौजूद हो सकते हैं स्वयं ईंट इकाई का निर्माण ईंट में अशुद्धियाँ हो सकती हैं और हमने उन अशुद्धियों को देखा है जो मौजूद हैं यह एक अन्य स्रोत हो सकता है तो आपके पास कई स्रोत हैं और जब केशिका क्रिया के कारण नमी पलायन करना शुरू कर देती है बाहरी रूप से वाष्पित हो जाता है तो आपके पास ये लवण हैं जो सतह पर क्रिस्टलीकरण करना शुरू कर देंगे इसलिए यदि आपके पास भारी अपक्षय है तो आप चिनाई में धुंधला हो जाएंगे जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं यदि यह हल्का है तो आप भी सक्षम हो सकते हैं यह छोटे दाग हो सकते हैं यह काफी आसानी से दूर भी जा सकता है अब अगर तापमान और तापमान में अचानक परिवर्तन होता है और तेजी से सूखता है तो वास्तव में क्या होगा यह है कि लवण सतह तक नहीं पहुंच पाएंगे और ईंट क्रॉस सेक्शन के अंदर ही क्रिस्टलीकृत हो जाएंगे ऐसी स्थिति में फिर से क्रिस्टलीकरण के कारण मात्रा में परिवर्तन होता है और आंतरिक दरारें बन जाती हैं अगर वास्तव में शरीर के भीतर लवण का तेजी से सूखना और क्रिस्टलीकरण हो जाए तो आप ईंटों को निगल सकते हैं तो पुष्टता एक ऐसी चीज है जो एक पैरामीटर है जिसे आपको अध्ययन करते समय जब आप निर्माण के लिए सामग्री का चयन कर रहे होते हैं तो जांचने की आवश्यकता होती है IS कोड वास्तव में आपको उत्थान की जाँच करने के लिए एक परीक्षण विधि प्रदान करता है यह एक सरल परीक्षण है जहां आपके पास वास्तव में एक ट्रे है जिसमें ईंट इकाइयां डूब जाती हैं और आप पानी के अवशोषित होने और वाष्पित होने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करते हैं आप रिफिल करते हैं और इसे कुछ दिनों तक रखते हैं जब तक कि पानी की आवाजाही वास्तव में केशिका क्रिया के माध्यम से नहीं हुई है और फिर आप ईंट की सतहों की जांच करते हैं आपके द्वारा उत्तोलन के संदर्भ में जो आप निरीक्षण करते हैं उसका वर्गीकरण इस मामले में पूर्णता के लिए दायित्व के रूप में संदर्भित किया गया है तो आप पाँच स्तर के वर्गीकरण को देखेंगे शून्य आप किसी भी बोधगम्य को नहीं देखते हैं आपको कोई जमा नहीं दिखता है थोड़ा सा 10 प्रतिशत क्षेत्र पतली जमा की एक परत द्वारा कवर किया गया है मध्यम उजागर क्षेत्र के लगभग 50 प्रतिशत को कवर करता है भारी बहुत भारी जमा और 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र उजागर है और बहुत गंभीर या गंभीर है जब जमा का इतना हिस्सा कि वास्तव में यदि आप अपने हाथ का उपयोग करते हैं तो वे परत करते हैं आपको लवण का प्रवाह होता है और यह वह जगह है जहां या जो गंभीर अपक्षय है और जहाँ तक विशिष्टताओं का वर्ग 125 तक का संबंध है केवल उत्थान के लिए उदार दायित्व की अनुमति है और यदि आप वास्तव में कक्षा 125 से परे ताकत के लिए जा रहे हैं तो आप मामूली से परे नहीं जा सकते इसलिए आपको वास्तव में यह देखना होगा कि आपको निर्माण के लिए कितनी ईंटें मिल रही हैं बेशक एक और संपत्ति जो महत्वपूर्ण है इन गुणों का ज्ञान उपयोगी है थर्मल विस्तार का गुणांक हां सवाल यह है कि हम ईंट के अपक्षरण के लिए दायित्व का वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं जब इसका वास्तव में उस प्रकार के पानी से प्रभाव होता है जो आप उपयोग करते हैं सच है लेकिन यह परीक्षण वास्तव में देख रहा है कि उस ईंट में कितना नमक है सही है इसलिए यदि आपकी मिट्टी में खनिज थे और आपको नहीं पता था कि वे मौजूद थे यदि आप यह परीक्षण करते हैं और निश्चित रूप से प्रयोगशाला में आप नमक के पानी का उपयोग नहीं करेंगे मेरा मतलब है कि आप भारी खनिजों के साथ पानी का उपयोग नहीं करेंगे आप उस पानी की जांच करें जिसका आप उपयोग करने जा रहे हैं और आप आसुत जल का उपयोग कर रहे हैं तो आप सुनिश्चित हैं कि यह लवण मुक्त है तो यह वास्तव में आपको बता रहा है कि ईंट अच्छी गुणवत्ता की है या नहीं इन नंबरों के थर्मल विस्तार का गुणांक यह जानने के लिए उपयोगी है कि हम अन्य सामग्रियों के संबंध में कहां खड़े हैं जो चिनाई विधानसभा बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं इसलिए यदि आपके पास मिट्टी की ईंट इकाइयाँ हैं जिनका उपयोग आप निर्माण के लिए कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि सीमा कंक्रीट और स्टील जैसी सामग्री के लिए थर्मल विस्तार के गुणांक से बहुत दूर नहीं है तो ये कड़ाई से व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संगत रूप से बोल रहे हैं ताकि उन्हें एक समग्र ठीक के रूप में एक साथ रखा जा सके बस पूर्णता के लिए कंक्रीट चिनाई इकाइयां फिर से उस प्रकार की इकाई होती हैं जिसका आप निर्माण के लिए उपयोग करते हैं आपके पास विभिन्न प्रकार की कंक्रीट चिनाई इकाइयां हैं हालांकि मिट्टी की ईंट इकाइयों में यह विट्रीफिकेशन प्रक्रिया है जो इसे ताकत हासिल करने में मदद कर रही है यहां यह सीमेंट हाइड्रेशन प्रक्रिया है जो इकाई को ताकत हासिल करने में मदद कर रही है यही मूलभूत अंतर है हमने अपने परिचयात्मक व्याख्यान में कुछ टंकणों को देखा है आप सामान्य भार समुच्चय श्रेणीबद्ध समुच्चय हल्के समुच्चय वाली इकाइयाँ के साथ निर्मित इकाइयाँ हो सकते हैं यह विस्तारित मिट्टी विस्तारित विद्वान और अन्य सामग्री हो सकती है आपके पास हल्के वातित ठोस AAC या LAC के साथ साथ वातित ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट भी है अब आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री आप पोर्टलैंड सीमेंट समुच्चय और पानी का उपयोग कर सकते हैं लेकिन कई उद्देश्यों के लिए पोर्टलैंड सीमेंट की मात्रा को कम करने के लिए अन्य मिश्रित सीमेंट या सीमेंट के संयोजन का उपयोग करने की प्रवृत्ति भी है ग्राउंड दानेदार ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल काफी कम किया जाता है लावा सीमेंट और फ्लाई ऐश या चावल की भूसी राख आरएचए फिर से कुछ है जो पोर्टलैंड सीमेंट को बदलने में उपयोग किया जाता है ये सभी निष्क्रिय हैं और समग्र में सीमेंट की तरह सख्त होने की प्रक्रिया में मदद करते हैं आपके पास एडिटिव्स भी हैं जो उपयोग किए जाते हैं एयर एंट्रेसिंग एजेंट इसे हल्का बनाने के लिए पोज़ोलानिक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है व्यावहारिकता एजेंटों रंजकता के लिए रंग एजेंटों और इतने पर और वजन आमतौर पर निर्मित होता है आपके पास ये ब्लॉक हैं जिसमें शून्य मंदी सामग्री रखी गई है और आपके पास आमतौर पर मोल्स हैं जो वाइब्रेट किए जाते हैं इसलिए जब आप प्राप्त करते हैं तो वे संकुचित हो जाते हैं और उच्च गति पर भाप का उपयोग करते समय स्टीमर वायुमंडलीय दबाव या आटोक्लेव के साथ वायुमंडलीय दबाव में त्वरित इलाज का उपयोग किया जाता है तो यह वह विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके साथ हमारी मिट्टी की ईंट की तुलना में इनका निर्माण किया जा रहा है जिसे निकाल दिया गया था ठीक है आइए हम अन्य सामग्री पर चलते हैं जो समग्र मोर्टार का हिस्सा है और चिनाई मोर्टार का कार्य इकाइयों को एक साथ बांधना है इसलिए इकाइयों के बीच बंधन प्राप्त करना और निर्माण का एक निश्चित अखंड व्यवहार बनाना है जिसे आप मोर्टार का उपयोग करते हैं जिस तरह हम मोर्टार की पहचान करते हैं जैसे हमने कक्षा 125 कक्षा 15 के रूप में ईंटों की पहचान की वैसे ही मोर्टार की पहचान आमतौर पर इसकी संपीड़ित ताकत से होती है जैसे हम कंक्रीट के लिए करते हैं बल्कि सामग्रियों की सापेक्ष मात्रा से भी तो कभी कभी आप अपने मोर्टार में चूने की तरह एडिटिव्स रखना चाह सकते हैं और यदि आप नहीं करते हैं तो रचना अलग है तो सामग्री 1 4 या 1 3 या 1 1 2 की मात्रा से और इसी तरह बनाम संपीड़ित ताकत के आधार पर जहां तक गुणों का सवाल है जब आपने मोर्टार को मजबूत किया है तो कंप्रेसिव ताकत मायने रखती है मोर्टार की ताकत मायने रखती है मोर्टार की तन्यता ताकत मायने रखती है कठोर मोर्टार की कठोर संपत्ति भी चिनाई में स्थायित्व और पानी की जकड़न सुनिश्चित करती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अनुमान लगाया जा सकता है अनुप्रस्थ शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है सुखाने संकोचन एक ऐसी चीज है जिस पर आपको एक टैब रखने की आवश्यकता है क्योंकि अगर बहुत अधिक सुखाने वाला संकोचन होता है तो यह बंधन को प्रभावित कर सकता है और फिर इसमें दरारें भी पड़ सकती हैं और कठोर मोर्टार का पानी कस जाता है जहां तक प्लास्टिक मोर्टार की बात है तो मौलिक कारण है कि हम वास्तव में मोर्टार का उपयोग करते हैं क्योंकि आपके पास पाठ्यक्रमों में undulations होंगे आपके पास undulations होंगे और प्लास्टिक मोर्टार वास्तव में उन undulations को दूर करने में मदद करता है तो काम करने की क्षमता पानी की शुद्धता और जिस दर पर मोर्टार हार्डनेस होते हैं वे गुण होते हैं जो आपको कैप्चर करने में रुचि रखते हैं ठीक है मैं यहां एक विशेष पहलू पर ध्यान देना चाहूंगा आप जो देखते हैं वह उस कोड से तालिकाएँ हैं जो चिनाई मोर्टार की तैयारी और उपयोग को नियंत्रित करता है आईएस 2250 और मूल रूप से आपको बताता है कि चिनाई मोर्टार का ग्रेड क्या है और जैसा कि आप देखते हैं कि एमएम 05 का मतलब होगा संपीड़ित ताकत चिनाई की औसत संपीड़ित ताकत मोर्टार 28 दिन एमएम 75 तक 05 मेगा पास्कल है जहां 75 चिनाई मोर्टार की संक्षिप्त शक्ति है आप तालिका में जो देखते हैं वह सामग्री है जो मोर्टार बनाने के लिए उपयोग की जाती है आपके पास सीमेंट है आपके पास चूना है आपके पास पोज़ोलाना है आपके पास चूना और पोज़ोलाना और रेत का मिश्रण है तो मोर्टार में ये अलग अलग रचनाएं हैं और मोर्टार की व्यावहारिकता और शक्ति को विनियमित करने के लिए आपके पास इनका अनुपात अलग अलग हो सकता है हालाँकि सावधानी का एक महत्वपूर्ण शब्द यह है कि यदि आप सीमेंट के लिए कॉलम को देखते हैं और सीमेंट के लिए कॉलम जारी है तो आपके पास सीमेंट के सिर्फ़ एक ही कॉलम है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सीमेंट की ताकत बाजार में उपलब्ध है समय के साथ बढ़ी है आप एक समय में 33 ग्रेड सीमेंट प्राप्त करते थे 33 एमपीए की ताकत थी कुछ समय के बाद 43 ग्रेड और आज आपको केवल 53 ग्रेड सीमेंट मिलता है जिसका अर्थ है कि जब तक आप सुनिश्चित नहीं करते हैं कि आप किस सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं आप वास्तव में 28 दिनों में संपीड़ित ताकत के बारे में निश्चित नहीं हो सकते तो सैद्धांतिक रूप से आप एक MM 5 मोर्टार चाहते हैं लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आप किस सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से निशान से दूर जा सकते हैं और एक उच्च शक्ति मोर्टार प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यह एक संभावित समस्या है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं जहां तक चिनाई निर्माण का संबंध है आप देख सकते हैं कि यदि आप लोड असर वाली दीवारों का उपयोग कर रहे हैं तो आपको अपने चिनाई मोर्टार के लिए एक अच्छी ताकत की आवश्यकता है और हम 07 एमपीए की बात कर रहे हैं जो कि एक संक्षिप्त शक्ति के रूप में बहुत कम है और सीमेंट के दुबले अनुपात के साथ भी प्राप्त हो सकता है रेत मे इसलिए राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 का हालिया संस्करण जो चिनाई वाले घटकों से संबंधित है विशेष रूप से चिनाई मोर्टार के बीच एक अंतर लाया गया है जो कि ताकत 33 और 43 ग्रेड के सीमेंट से बना है और सीमेंट की ताकत 53 ग्रेड है जिसका अर्थ है कि आपकी मोर्टार ताकत वास्तव में हो सकती है सीमेंट ग्रेड अधिक हो तो अधिक हो तो यह अंतर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है और समस्या यह है कि हम इतने चिंतित क्यों हैं अगर आप बेहतर शक्ति सामग्री प्राप्त करते हैं तो आपके लिए सही है यह बात नहीं है बिंदु संगतता के बारे में है आपको इकाई शक्ति और मोर्टार ताकत के बीच एक निश्चित संगतता की आवश्यकता है और आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस मोर्टार के साथ प्राप्त होने वाली संपीड़ित ताकत क्या है अब यदि आपके पास ऐसी स्थिति है जहां इकाई की ताकत मोर्टार से कम है तो आपके पास संपीड़न के तहत यांत्रिकी में एक बदलाव है और बहुत जल्द हम जांच करेंगे कि संपीड़न के तहत चिनाई और इकाइयों की एक विधानसभा क्या होती है तो गुणों के संदर्भ में मोर्टार की व्यावहारिकता कुछ ऐसी है जिसे हम टैब पर रखते हैं आप फ्लो टेबल टेस्ट कर सकते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि फ्लो टेबल टेस्ट करते समय प्रवाह लगभग 130 प्रतिशत हो जिस तरह से आप फ्लोवर मोर्टार का वर्णन करते हैं वह यह है कि आप जिस ट्रॉवेल का उपयोग करते हैं उसका पालन करना चाहिए यह ट्रॉवेल से आसानी से स्लाइड करने में सक्षम होना चाहिए यह ऊर्ध्वाधर सतहों पर पालन करने में सक्षम होना चाहिए और जिस पल में आपको एक ईंट डालनी चाहिए देखें कि यह संयुक्त से बाहर निचोड़ रहा है तो यह गुणात्मक रूप से मोर्टार का वर्णन है लेकिन यह है कि यह कैसे होना चाहिए यदि यह कुछ अलग है और इन भौतिक टिप्पणियों का सम्मान नहीं कर रहा है तो आपके मोर्टार को बंधन के विकास में मदद करने के लिए आवश्यक व्यावहारिकता नहीं हो सकती है जल प्रतिधारण एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर है हमने प्लास्टिक चरण के मापदंडों के बारे में बात की है जो महत्व के हैं यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पानी मोर्टार से बहुत आसानी से नहीं खोए तो आप वाटर रिटेंशन टेस्ट करते हैं और फिर आप मोर्टार से पानी निकालने के बाद पानी को बाहर निकालने के बाद फिर से फ्लो टेबल टेस्ट करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि पानी निकालने के बाद फ्लो सक्शन के बाद फ्लो के प्रतिशत के रूप में सक्शन से पहले प्रवाह लगभग 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत है तो मुद्दा यह है कि आप नहीं चाहते कि पानी सिर्फ मोर्टार से निकल जाए मोर्टार से अलग हो जाए और इससे एक फिल्म बनेगी क्योंकि मोर्टार ताकत हासिल कर रहा है आप वास्तव में चाहते हैं कि पानी हाइड्रेशन के लिए उपलब्ध हो पूरा होना तो यदि ऐसा होता है तो मोर्टार सख्त होना शुरू हो जाता है और बंधन प्रभावित हो जाता है तो आपको जलयोजन प्रक्रिया के लिए पानी की आवश्यकता होती है